आप जानते हैं इस कक्षा में हम J इंटीग्रल से संबंधित अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में जे इंटीग्रल के अनुप्रयोग मिलते हैं यह नॉन-लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में एक उपयोगी मापदंड है और ये अवधारणाएं इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए विस्तारित की गयी हैं इसलिए हम इन सभी पहलुओं को इस अध्याय के भाग के रूप देखेंगे और वास्तव में आपको में क्या देखना होगा कि क्रैक टिप पर सीमित प्लास्टिसिटी पर LEFM में फोकस था और इसके साथ ही आप कई तरह की समस्याओं को हल कर सकते हैं तो यहाँ एक फायदा है आपको आपको निश्चित तौर पर यह अच्छे से समझने की आवश्यकता थी कि क्रैक हुई संरचना कैसे व्यवहार करेगी आप अभी इसे कई प्रकार की समस्याओं पर लागू कर सकते हैं और एक अन्य बिंदु जो आपको नोट करना होगा विशेष रूप से फटीग की समस्याओं के लिए लागू किये गए लोड आमतौर पर यील्ड स्ट्रेस के 30 प्रतिशत से कम होते हैं तो आप उन संरचनाओं की बात कर रहे हैं जो यील्ड स्ट्रेस से बहुत कम लोड पर हैं और आप अपना ध्यान उच्च शक्ति वाले मिश्र धातुओं पर केंद्रित कर रहे हैं और LEFM पर्याप्त था और यह संभव था क्योंकि आपके पास क्रैक टिप पर केवल सीमित प्लास्टिसिटी थी आपको पता है जैसे जैसे डिजाइन आवश्यकताओं का विस्तार हुआ इस तरह का विश्लेषण पर्याप्त नहीं पाया गया इसलिए जब आपके पास ज्यामिति और लोडिंग का एक अलग तरह का संयोजन होता है तो यह प्लास्टिक ज़ोन के विस्तार का कारण बन सकता है तोप्लास्टिक क्षेत्र सीमित नहीं है तो ऐसे अनुप्रयोगों में लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी पर्याप्त नहीं होगी तो आपको नई पद्धतियों की तलाश करनी होगी और इच्छा इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी ध्यान में रखने की थी और कठिनाई क्या थी कठिन प्लास्टिसिटी सिद्धांत को शामिल करने वाला एक सीधा दृष्टिकोण भटकाने वाला साबित हुआ है देखिये यदि आप प्लास्टिसिटी लिटरेचर देखते हैं तो यह बहुत ही गणितीय रूप से उन्मुख है और यहां तक कि अगर पारंपरिक समस्याओं में भी लोग किसी तरह के डिजाइन दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं क्योंकि आपको किसी भी प्लास्टिसिटी समस्या में लोडिंग इतिहास का विवरण रखना होगा इसलिए यदि आप एक थका देने वाला प्लास्टिसिटी सिद्धांत चाहते तो वह काफी सुविधाजनक नहीं था और लोग देख रहे थे कि वैकल्पिक दृष्टिकोण क्या हैं और उन तरीकों में आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं कि आप पहले से ही लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी से संबंधित अवधारणाओं को सीख चुके हैं कैसे इन अवधारणाओं को इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए संशोधित और अनुकूलित किया जा सकता है इसलिए आप पाएंगे कि जैसे हमने ऊर्जा मुक्ति दर को देखा है हम ऊर्जा मुक्ति दर को भी देखेंगे और हमने R कर्व को देखा है हम यहां J कर्व भी देखेंगे इसलिए जो आपने LEFM में किया है यहां उसके साथ समानता है वहां आपके पास फ्रैक्चर टफनेस थी KIC का पता लगाना है इसी तरह आप पाएंगे कि JIC को पता किया जाना है तो यहां इसमें समानता है लेकिन आपको कुछ अनुमानों को लेने की आवश्यकता है इसलिए इससे पहले कि हम इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में आयें हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि J इंटीग्रल क्या है तो यही तरीका है जिससे हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और यदि आप लिटरेचर को देखते हैं तो J इंटीग्रल का श्रेय जे आर राइस J R Rice को दिया जाता है और ऐतिहासिक रूप से यदि आप देखें तो COD या CTOD की अवधारणा J से पहले 1961 के आसपास विकसित की गई है वेल्स और कॉटरेल ने बताया है कि प्लास्टिसिटी के बड़े क्षेत्रों को शामिल करने वाली समस्याओं का कैसे ध्यान रखा जाए क्योंकि LEFM बहुत छोटे प्लास्टिक क्षेत्र तक ही सीमित था इसलिए लोगों ने फ्रैक्चर यांत्रिकी अवधारणाओं को उन पदार्थों के लिए विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जिनमें प्लास्टिक ज़ोन का स्तर उच्च होगा तो उस समय का सबसे पहला दृष्टिकोण CTOD था और मैंने बताया था क्रैक टिप ओपनिंग का विस्थापन आपको शब्दावली को समझना होगा हम इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर देंगे लेकिन हम निश्चित रूप से इस अध्याय के भाग के रूप में देखेंगे और J इंटीग्रल पर चर्चा करते हुए आप CTOD से बच नहीं सकते तो आप इसे कुछ समय के लिए क्रैक टिप ओपनिंग के विस्थापन के रूप में लेते हैं और हम पहले J इंटीग्रल का विकास करेंगे फिर CTOD में वापस आएंगे ऐतिहासिक रूप से यदि आप देखें तो COD को पहले विकसित किया गया था और J इंटीग्रल बाद में विकसित हुआ और आपको यह भी पता होना चाहिए राइस का काम फ्रैक्चर यांत्रिकी के सभी लिटरेचर में दो सबसे अधिक उद्धृत शोधपत्रों में से एक है ऐसा इसलिए है क्योंकि योगदान बहुत मौलिक है और वह शोधपत्र क्या था यह शोधपत्र 1968 में प्रकाशित किया गया था 'ए पाथ इंडिपेंडेंट इंटीग्रल एंड द अप्प्रोक्सिमेट एनालिसिस ऑफ़ स्ट्रेन कंसन्ट्रेशन्स बाय नोचेस एंड क्रैक्स यह जर्नल ऑफ एप्लाइड मैकेनिक्स में वॉल्यूम 35 में प्रकाशित हुआ कम से कम इसने इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए लगभग मार्ग प्रशस्त किया इंजीनियरों के रूप में हमें यह स्वीकार करना होगा हम एक सटीक समाधान के लिए प्रयास करेंगे यदि आप एक सटीक समाधान प्राप्त करने में असमर्थ हैं तो कम से कम समस्या को लगभग हल करें तो मैंने उल्लेख किया वहाँ 2 सबसे उद्धृत शोधपत्र हैं और दूसरा शोधपत्र क्या था इससे इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी का मार्ग प्रशस्त हुआ दूसरा शोधपत्र स्पष्ट रूप से ग्रिफ़िथ द्वारा था जिसने लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए मार्ग प्रशस्त किया था उन्होंने इसे 1921 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के दार्शनिक लेनदेन में प्रकाशित किया 1924 में एक सम्मेलन में एक अन्य शोधपत्र भी प्रकाशित किया गया था इन दोनों शोधपत्रों को लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए मौलिक माना जाता था आप जानते हैं कि यदि आप लेखक और जर्नल का नाम और वर्ष लिखते हैं तो आपको इसे खोजने की स्थिति में होना चाहिए एशेलबीस् लाइन इंटीग्रल्स Eshelby's line Integrals तो अब हम देखेंगे कि J इंटीग्रल क्या है और इससे पहले कि हम J इंटीग्रल में हों हमें इलास्टिसिटी में देखना होगा लोगों ने पथ स्वतंत्र इंटीग्रल्स विकसित किए हैं और यदि आप एक दो आयामी समस्या लेते हैं तो आप एक प्लैनर स्थिति लेते हैं मेरे पास एक प्लेन XY है और आप एक बंद कंटूर लेते हैं और कंटूर आकार कोई भी हो सकता है बंद कंटूर के एक विशेष बिंदु पर हमने बाहरी तरफ नार्मल चित्रित किया है और साथ ही उस प्लेन पर स्ट्रेस सदिश लगा हुआ है जो कि Tn द्वारा दिया जाता है तो इसकी सीमा निर्दिष्ट की जा सकती है तो हमारे पास सीमा पर कर्षण ट्रैक्शन है वहाँ सीमा के कुछ भागों पर कर्षण ट्रैक्शन हो सकता है और एशेलबी ने कई कंटूर इंटीग्रल प्रस्तुत किए और उनमें से एक को यहाँ लिया गया है और यह इस तरह का रूप लेता है यह मूल रूप से कंटूर पर एक लाइन इंटीग्रल है जैसा कि यहां दिखाया गया है और इसमें दो मुख्य पद हैं आप जानते हैं लिटरेचर में वे इसे W×dy के रूप में डालते हैं देखिये आम तौर पर हम W को कार्य संपादन से जोड़ते हैं और इस प्रतीक को बदलना बेहतर है मैं वह भी दिखाऊंगा पहला पद अनिवार्य रूप से प्रति यूनिट आयतन स्ट्रेन ऊर्जा देता है और दूसरा पद आपके पास स्ट्रेस सदिश है और यह सम्पादित कार्य है और यदि आप इलास्टिसिटी को देखते हैं तो आपके पास स्ट्रेन ऊर्जा और कार्य का अंतर होगा जो आपकी स्थितिज ऊर्जा से संबंधित होगा और जो आप वास्तव में यहां देख रहे हैं वह यह है कि इस स्थितिज ऊर्जा को क्रैक लम्बाई के सापेक्ष अवकलित किया गया है इसलिए जिसे हमने ऊर्जा मुक्ति दर के रूप में देखा था एक वृद्धिशील क्रैक वृद्धि के लिए उपलब्ध ऊर्जा क्या होगी इसे एक अलग रूप में लिखा गया है जो कि कई सरलीकरणों के बाद एक लाइन इंटीग्रल के रूप में प्रकट होता है यही तरीका है जिस तरह से आपको इसे देखना है और अगर आप दूसरे पद को देखें तो यह इंडिकल नोटेशन में लिखा गया है तो मेरे पास Tni गुणा ∂ui बटा ∂x है तो यह दोहराएगा अगर आप आइंस्टीन संमेशन कन्वेंशन को देखते हैं जब मेरे पास i i है तो यह इंगित करता है कि यह दोहराएगा चूँकि हमने एक प्लैनर स्थिति मानी है आपके पास पहला इंडेक्स 1 और दूसरा इंडेक्स 2 के रूप में होगा तो दोनों में आपके पास अनिवार्य रूप से इसके लिए 2 पद होंगे और यदि आप जाते हैं और वास्तव में यह पता लगाते हैं कि यह Tn क्या है तो आप इसे कॉची के फॉर्मूले से पाते हैं हमारे पास है Tn जो कि जो कि 𝜏ij और दिशा कोसाइन वेक्टर n के गुणन के बराबर है इसलिए यदि आप वास्तव में इसे दो आयामी स्थिति के लिए देखते हैं तो आपके पास T1n और T2n में से प्रत्येक के लिए 2 पद होंगे या तो आप इसे T1n या TXn और TYn के रूप में रख सकते हैं और पहला पद सिवाय इंटीग्रल σij डेल्टा के कुछ भी नहीं है यह हमने पहले ही देख लिया था हम इस पर फिर से विचार करेंगे यह इंटीग्रल का अंतिम रूप है और यदि आप एक बंद कंटूर लेते हैं तो इंटीग्रल शून्य हो जाता है यह फ्रैक्चर समस्याओं पर कैसे लागू किया जाता है यही वो है जिसे हमें देखना है और यही राइस द्वारा किया गया था जैसा कि मैंने उल्लेख किया है चूंकि हम एक प्रतीक कैपिटल U के साथ स्ट्रेन ऊर्जा को देखने के आदी हैं इसका उल्लेख यहां किया गया है जैसा कि किताबें इसे इस तरह दिखाती हैं मैंने सोचा कि मैं इस प्रकार के दोनों व्यंजक दिखाऊंगा और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हम जरा दोहरान करते हैं लीनियर इलास्टिक ठोस के लिए प्रति यूनिट आयतन में स्ट्रेन ऊर्जा निम्नानुसार व्यक्त की जाती है आप अनिवार्य रूप से एक आयतन के लिए इसे प्राप्त कर रहे हैं यह आयतन पर इंटीग्रल का एक आधा है सिग्मा x एप्सिलॉन x प्लस सिग्मा y एप्सिलॉन y प्लस सिग्मा z एप्सिलॉन z प्लस ताऊ xy गामा xy प्लस ताऊ yz गामा z प्लस ताऊ xz गामा xz गुणा dV यह स्ट्रेस और स्ट्रेन के संदर्भ में व्यक्त किया गया है यदि आप स्ट्रेस और स्ट्रेन संबंधों को नियोजित करते हैं तो आप केवल स्ट्रेस घटकों के संदर्भ में भी स्ट्रेन ऊर्जा व्यक्त कर सकते हैं स्ट्रेन ऊर्जा स्ट्रेस घटकों के संदर्भ में निम्नानुसार है U बराबर है 1 बटा 2 आयतन के ऊपर इंटीग्रल 1 बटा E गुणा सिग्मा x स्क्वेरड प्लस सिग्मा y स्क्वेरड प्लस सिग्मा z स्क्वेरड माइनस दो न्यू बटा यंग मॉडुलस गुणा सिग्मा x सिग्मा y प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z प्लस सिग्मा z सिग्मा x प्लस 1 बटा G गुणा ताउ xy स्क्वेरड प्लस ताउ yz व्होल स्क्वैरेड प्लस ताउ zx व्होल स्क्वैरेड व्होल गुणा dV ये व्यंजक जो आप पहले से ही जानते हैं और यह सिर्फ चर्चा में निरंतरता के लिए है यह दिखाया गया है और J इंटीग्रल क्या है J इंटीग्रल क्रैक फेसेस में से एक से शुरू होता है और एक काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में जाता है और दूसरे क्रैक फेस पर रुकता है J इंटीग्रल और आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि यह क्रैक फेस लोडेड नहीं है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है J इंटीग्रल उन समस्याओं के लिए लागू किया जाता है जहां क्रैक फेस पर लोड नहीं होता है और इसमें क्या दिखाने का प्रयास किया गया है कि वह इंटीग्रल भी पथ स्वतंत्र है तो मैंने इस तरह का एक पथ लिया है A B C और D और फिर E F पर आओ और फिर इसे A पर बंद कर दो और जब आप इस तरह से करते हैं तो यह आपके एशेलबी का इंटीग्रल है और एशेल्बी का परिणाम क्या कहता है अगर आप बंद कंटूर लेते हैं जो कुछ भी हमने देखा है उसे शून्य के बराबर होना चाहिए और मैं इसे अलग अलग कंटूर के रूप में लिखता हूं कंटूर 1 में आपके पास एक इंटीग्रल CD प्लस AF पर प्लस कंटूर 2 है हम निश्चित रूप से इस बारे में टिप्पणी कर सकते हैं कि कंटूर CD पर इंटीग्रल और कंटूर FA पर इंटीग्रल के साथ शुरू करने पर क्या होगा स्पष्टता के लिए क्रैक को V प्रकार के आकार के रूप में दिखाया गया है वास्तव में यह लगभग एक लाइन की तरह है तो इसका मतलब है dy पद शून्य होगा और दूसरा पहलू यह है कि यह एक स्वतंत्र सतह है एक स्वतंत्र सतह पर कर्षण ट्रैक्शन शून्य है तो संक्षेप में इंटीग्रल CD और इंटीग्रल FA शून्य हो जाएगा इसका कारण यहाँ कहा गया है क्योंकि यह एक स्वतंत्र सतह है इसलिए कर्षण ट्रैक्शन शून्य है और यह एक बहुत ही महीन क्रैक है इसलिए dy शून्य के बराबर है इस V आकार से आपको गुमराह नहीं होना है यह उदाहरण के लिए है इसे इस तरह से रखा गया है इसलिए जब ये दोनों इंटीग्रल शून्य हो जाते हैं तो हमें एक बहुत ही दिलचस्प परिणाम मिलता है कंटूर पर इंटीग्रल 1 प्लस कंटूर पर इंटीग्रल 2 शून्य के बराबर है तो मुझे मिलता है कि ये समान और विपरीत हैं एक मामले में आप एंटीक्लॉकवाइज दिशा में जा रहे हैं एक और मामला आप एक क्लॉकवाइज दिशा में आ रहे हैं यही कारण है कि यहाँ साइन बदल गया है और आप क्या देखते हैं हमने एक मनमाना कंटूर लिया हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है कि कंटूर को कौनसा पथ लेना चाहिए तो यह एक प्रमाण देता है कि यदि आप क्रैक की सतह से एक इंटीग्रल लेते हैं और समाप्त करते हैं दूसरी क्रैक सतह के साथ तो इंटीग्रल का मान उस पथ से स्वतंत्र होता है जिसे आप लेते हैं तो J इंटीग्रल पथ स्वतंत्र है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है यह वही है जो यहाँ समझाया गया है ऋणात्मक चिन्ह इंगित करता है कि कंटूर लाइन की दिशा अलग है इसका परिणाम बताता है कि क्रैक समस्याओं में यदि एक कंटूर एक क्रैक फेस से शुरू होता है और दूसरे क्रैक फेस में समाप्त होता है तो लाइन इंटीग्रल का परिमाण नहीं बदलता है हमने पहले ही देखा है आप क्या व्यंजक लिखेंगे इस समाकलन के लिए जो यहाँ नहीं लिखा गया है आपके पास दो पद हैं एक में स्ट्रेन ऊर्जा है दूसरे में कर्षण ट्रैक्शन शामिल है उसे हम बाद में देखेंगे परिणाम यह भी इंगित करता है कि J इंटीग्रल पथ स्वतंत्र है यह रेखीय इलास्टिसिटी में अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है यदि आप वास्तव में फाइनाइट एलिमेंट गणना पर जाते हैं तो वे इस पथ स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं J इंटीग्रल का पता लगाते हैं जिससे स्ट्रेस तीव्रता कारक के मान का निर्धारण होता है वह J इंटीग्रल के उपयोगों में से एक है इसलिए हम संक्षेप में देखेंगे J इंटीग्रल क्या है मेरे पास एक दो आयामी क्रैकड बॉडी है मैं एक क्रैक फेस से कंटूर शुरू करता हूं और यह दूसरे क्रैक फेस में समाप्त होता है और क्रैक फेसेस लोडेड नहीं हैं और J टाइप इंटीग्रल बराबर W गुणा dy माइनस Tni ∂ui बटा ∂x गुणा ds है यह ऐसा ही है जैसा आप किताबों में देखते हैं मैं आपका ध्यान कि इस ओर करना चाहूंगा कि यहाँ इसे और बेहतर तरह से लिखा जा सकता है W के बजाय इसे Udy माइनस Tni गुणा ∂ui बटा ∂x गुणा ds के रूप में डालते हैं ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि एक लाइन इंटीग्रल पथ लें जो क्रैक टिप को घेरता है जैसे कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दो क्रैक फेसेस पर स्थित होते हैं देखें यदि यह एक बंद कंटूर है तो इंटीग्रल मान शून्य हो जाएगा यहां यह एक क्रैक फेस से शुरू होता है जो एक एंटीक्लॉकवाइज दिशा में जाता है क्रैक टिप को घेरता है और दूसरे क्रैक फेस में समाप्त होता है फिर इसका कुछ मान है और यह सीमित मान J का मान है और आप जानते हैं आपके लिए इस व्यंजक को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें एक ज्ञात समस्या को उठाने और ऊर्जा का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है फिर आपको पता चल जाएगा कि इन पदों के परस्पर क्रिया की पहचान कैसे करें और कंटूर कुछ भी हो सकता है यह ऑब्जेक्ट की सीमा का भी पालन कर सकता है कोई भी कंटूर जो क्रैक टिप को घेरता है एक क्रैक फेस से शुरू होता है दूसरे क्रैक फेस में समाप्त होता है यही एकमात्र आवश्यकता है इसलिए इससे पहले कि हम आगे गणना करें हम पदों को थोड़ा और करीब से देखें स्ट्रेन एनर्जी पद को इंटीग्रल σij dके रूप में दिया जाता है और यहां कर्षण ट्रैक्शन पद का विस्तार किया जाता है इसे Ti ∂ui बटा ∂x के रूप में लिखा गया था अब जब आप इसका विस्तार करते हैं तो मेरे पास दो पद होते हैं Tnx ∂ux बटा ∂x प्लस Tny ∂uy बटा ∂x और इनमें से हर एक पद को आप कॉची के सूत्र से प्राप्त कर पाएंगे इसलिए जब आप किसी समस्या को हल करते हैं तो आपको पता होगा कि चीज़ों को कैसे भरना है आप जानते हैं लाइन इंटीग्रल गणना आपको इसे सावधानी से करना होगा क्या हुआ है लोग फाइनाइट एलिमेंट गणना का उपयोग कर रहे हैं वहां सॉफ्टवेयर इतनी अच्छी तरह से विकसित है आप एक पथ की पहचान करते हैं और सॉफ्टवेयर J के मान की गणना करता है और संख्या का मंथन करता है इसलिए कई बार छात्रों को यह भी समझ में नहीं आता है कि J इंटीग्रल में सभी शर्तें क्या हैं सॉफ्टवेयर द्वारा इसका ध्यान रखा जाता है यह बहुत बुरा परिदृश्य है आपको समझना होगा सॉफ्टवेयर कैसे गणना करता है और किस तरह की व्यंजक का उपयोग किया जाता है तो हम एक समस्या लेंगे जिसे आपने पहले ही लीनियर इलास्टिसिटी के भाग के रूप में हल कर लिया है और आपके पास यहां क्या है एक डबल केंटिलीवर बीम नमूना है आपके पास एक क्रैक है और कैंटिलीवर बीम नमूना लोड P द्वारा खोला जाता है जैसा कि दिखाया गया है देखें जिस क्षण आप इलास्टिसिटी में आते हैं आप उसे एक वितरित लोडिंग के रूप में दिखाते हैं आप वास्तव में एक शीयर लागू कर रहे हैं और जब आप विश्लेषणात्मक रूप से विश्लेषण करना चाहते हैं तो हम पहले से ही इलास्टिसिटी के सिद्धांत में देख चुके हैं जब आपके पास समान रूप से वितरित भार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड लोड की साधारण आधार द्वारा आधारित बीम थीहमने प्रतिक्रियाओं को एक शीयर के रूप में बदल दिया था एक समान सादृश्य यहाँ किया गया है एनालिटिकल इवैल्यूएशन फॉर J इंटीग्रल फॉर DCB स्पेसिमेन तो आप इस लोड को एक शीयर द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो इस पर कर्षण ट्रैक्शन का इंटीग्रल शीयर लोड के बराबर होगा इसलिए हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं तो इसे ध्यान में रखते हुए इसे एक शीयर के रूप में दिखाया गया है और आपके पास एक निश्चित ऊंचाई h हैऔर हमारे संपूर्ण विश्लेषण के लिए हम बीम की लंबाई को क्रैक लंबाई के रूप में मानने जा रहे हैं और गणना करते हैं और हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि J पथ स्वतंत्र है तो एक ऐसा पथ चुनें जिसके लिए लाइन इंटीग्रल का मूल्यांकन आसानी से किया जा सके इसलिए हम एक पथ चुनेंगे जहाँ कई जगहों पर कंटूर शून्य पर जाता है इसलिए हमें गणना करनी है केवल एक स्थान पर जहां कंटूर गैर शून्य है कंटूर इंटीग्रल गैर शून्य है तो हम क्या करने जा रहे हैं एक पथ मानते हैं जो एक क्रैक फेस से दूसरे क्रैक फेस तक नमूने की बाउंड्री से होते हुए शुरू होता है क्योंकि यदि आप बाउंड्री को देखते हैं तो यह एक स्वतंत्र सतह है इसलिए जब यह एक स्वतंत्र सतह है तो आपको पता है कि कर्षण ट्रैक्शन शून्य है तो इस तरह से लाइन इंटीग्रल की आपकी गणना बहुत अधिक सरल होगी स्पष्टता के लिए पथ को हरे रंग की रेखा के रूप में बाउंड्री के थोड़ा अंदर दिखाया गया है तो इसका एक साफ स्केच बनाते हैं तो हम एक ऐसा पथ ले रहे हैं जिसमें सीधे किनारे हैं जिसमें कोने हैं वह सब अनुमेय परमिसिबल है केवल जरूरत है कि पथ निरंतर होना चाहिए मैं कोई भी सुविधाजनक पथ चुन सकता हूं यह क्रैक टिप को घेरना चाहिए एक क्रैक फेस पर शुरू करना चाहिए और दूसरे क्रैक फेस पर समाप्त होना चाहिए देखें इससे पहले कि हम चर्चा को देखें आप आसानी से कह सकते हैं कि फेस CD DE और EF पर जो कुछ भी होता है लाइन इंटीग्रल शून्य हो जायेगा हमें केवल FH और BC खंड सेगमेंट के लिए लाइन इंटीग्रल की गणना करनी होगी मैंने आपको पहले ही कारण बता दिया है कि आप एक स्वतंत्र सतह की ओर देख रहे हैं हम इसे औपचारिक रूप देंगे CD DE और EF स्वतंत्र सतह हैं इसलिए कर्षण ट्रैक्शन शून्य है इस प्रकार दूसरा पद शून्य है और दूसरा पद हम पहले ही एक विस्तारित रूप में देख चुके हैं क्योंकि कर्षण ट्रैक्शन शून्य हैपूरा पद शून्य हो जाता है इसके अलावा आपको यह भी समझना चाहिए कि U भी नगण्य है इसलिए J का कोई योगदान नहीं है यहां इसमें आपके पास dy शून्य के बराबर होगा यहां आपके पास बहुत कम मान के स्ट्रेस होंगे तो U भी नगण्य है इसलिए हमें अपना ध्यान केवल खंड FH और BC पर केंद्रित करना होगा और आप जानते हैं आपने ठोस यांत्रिकी में कई चीजें सीखी हैं जब भी हमारे पास एक ठोस यांत्रिकी की समस्या हो अगर वहाँ बेन्डिंग के साथ साथ शीयर भी है तो हम पहचान लेंगे कि बेन्डिंग के कारण ऊर्जा शीयर के कारण ऊर्जा से बेहतर है हम हमेशा स्लेंडर बीम में किसी भी शीयर प्रभाव की उपेक्षा करेंगे हम यहां भी लगभग ऐसा ही करेंगे जब हम FH और BC सतह को देखने जा रहे हैं तो आपके पास केवल शीयर है इसलिए शीयर के कारण जो भी स्ट्रेन ऊर्जा पेश की गई है हम इसे उपेक्षित करेंगे तो अनिवार्य रूप से हमें यह पता लगाना होगा कि कर्षणट्रैक्शन पद के माध्यम से J इंटीग्रल के लिए क्या योगदान है और अगर आप इस सतह पर देखें तो मेरे पास Tnx नहीं है x दिशा में कोई घटक नहीं है केवल y दिशा में घटक है इसलिए यहां तक कि यह कर्षण ट्रैक्शन पद केवल Ty ∂uy बटा ∂x तक हो जाता है और आप इसे केंटिलीवर के दो हिस्सों के लिए करते हैं तो आपके पास यह दो बार है तो आपके पास यह माइनस दो गुना इंटीग्रल 0 से h Ty ∂uy बटा ∂x गुणा ds है क्या आप अभी याद कर सकते हैं कि कैंटीलीवर के मुक्त छोर पर यह ∂uy बटा ∂x क्या है आप वास्तव में इसे डबल कैंटिलीवर नमूना के रूप में देख रहे हैं आप बीम के विक्षेपण के अपने ज्ञान को याद करिये जब आप बीम के विक्षेपण को देखते हैं तो यह कुछ भी नहीं है बल्कि मुक्त छोर पर बीम का स्लोप है और क्या आप बीम के स्लोप को स्वतंत्र छोर पर लिख सकते हैं यदि आप एक एन्ड लोड के साथ एक कैंटीलीवर के लिए टिप विक्षेपण का पता लगाना चाहते हैं तो एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है P L क्यूबेड बटा 3 E I जहां L बीम की लंबाई है यहां हम बीम की लंबाई को a के रूप में ले रहे हैं और यदि आप स्लोप को देखते हैं तो यह P L स्क्वैरेड बटा 2 EI है जब आप इसे इस समस्या के लिए लेते हैं तो यह P a स्क्वैरेड बटा 2 EI होगा और वह 2 और यह 2 रद्द हो जायेगा और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखना होगा आपके पास B के रूप में मोटाई थिकनेस है और आपके पास यह इनर्शिया पद के रूप में Bh क्यूबेड बटा 12 होगा इसलिए जब आप इस सब को प्रतिस्थापित करते हैं तो यह इस रूप में सरल हो जाता है मैंने उन चरणों को छोड़ दिया है और मैंने अंतिम व्यंजक लिखी है आपके पास यह 12 P a स्क्वैरेड बटा E B h क्यूबेड है और आपके पास इंटीग्रल 0 से h Ty ds है और मैंने पहले ही कहा है यहां तक कि P को शीयर लोडिंग के रूप में लिखते हुए मैंने कहा कि भिन्नता का इंटीग्रल मान P पर जाना चाहिए इसलिए आपके पास यह इंटीग्रल 0 से h Ty d s के रूप में है यह इंटीग्रल 0 से h Ty d y के बराबर है आप इसे P बटा B के रूप में प्राप्त करते हैं और जब आप इसे प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको अंतिम व्यंजक मिलती है J I बराबर G I बराबर 12 बटा E a स्क्वैरेड बटा B स्क्वैरेड गुणा P स्क्वैरेड बटा h क्यूबेड तो इस उदाहरण के साथ आप जो पाते हैं यदि आप लीनियर इलास्टिसिटी को देख रहे हैं तो ऊर्जा मुक्ति दर जिसे G के रूप में जाना जाता है यहां एक लाइन इंटीग्रल द्वारा प्राप्त की जाती है और उसे आपने J के रूप में पाया तो J और G लीनियर इलास्टिसिटी के मामले में समान हैं और हमारे पास G और K के बीच एक अंतर संबंध भी है इसलिए J और K संबंधित हो सकते हैं इस प्रकार फाइनाइट एलिमेंट गणना में लोग क्या करते हैं वे लाइन इंटीग्रल का मूल्यांकन करते हैं और उसी से स्ट्रेस तीव्रता कारक का पता लगाते हैं यह J इंटीग्रल के उपयोगों में से एक है लेकिन यह एकमात्र उपयोग नहीं है J की उपयोगिता क्या हैं J इंटीग्रल की पथ स्वतंत्रता इसका मान निर्धारित करने के लिए कई प्रकार के अवसर प्रदान करती है क्योंकि मैं एक ऐसा पथ चुन सकता हूं जो मुझे मूल्यांकन करने के लिए आरामदायक हो इसका उपयोग फाइनाइट एलिमेंट समाधान से स्ट्रेस तीव्रता कारक K का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है और कुछ मामलों के लिए विश्लेषणात्मक संगणना के लिए भी और हमने क्या किया है हमने पहले J को एक ज्ञात समस्या के लिए पता किया है जिसे आपने लीनियर इलास्टिसिटी में हल किया था और हम पाते हैं जो भी व्यंजक आपको अंततः J के लिए मिलती है वह G के समान है जो कि ऊर्जा मुक्ति दर के अलावा और कुछ नहीं है और हम आगे देखेंगे क्योंकि मुझे पथ स्वतंत्रता का लाभ है फाइनाइट एलिमेंट गणनाओं में इसका क्या उपयोग है चूंकि इंटीग्रल को कुछ दूरी पर लिया जा सकता है क्रैक टिप से कुछ हद तक हटा दिया जाता है फिर क्रैक टिप क्षेत्र में फ़ील्ड का बोझिल और सटीक गणना आवश्यक नहीं है देखें यदि आप एक बेंच मार्क समस्या लेते हैं और J इंटीग्रल लागू करते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि बेंच मार्क समस्याओं के लिए आप वास्तव में इसे बहुत परिष्कृत जाल रिफाइन मेश से भर सकते हैं मान लीजिए मेरे पास एक जटिल संरचना है यहां तक कि उस संरचना का मॉडलिंग भी मुश्किल है और आपको ज्यामिति में भिन्नता के लिए कई तत्वों की आवश्यकता है यदि आप क्रैक टिप के करीब सटीक जाल को ना बनायें तो आपके पास बचत की भारी मात्रा रहेगी आपको इसे उस नजरिए से देखना होगा व्यावहारिक समस्याओं में यदि आप क्रैक टिप के पास बहुत सटीक विश्लेषण कर सकते हैं और अभी तक क्रैक टिप मापदंडों का पता लगाने के लिए J उपयोगी है और वही है जो यहाँ संक्षेप में दिया गया है क्रैक टिप के पास अत्यधिक परिष्कृत जाल रिफाइन मेश की आवश्यकता नहीं हो सकती है तो आप व्यावहारिक समस्याओं को हल करने का प्रयास कर सकते हैं जब आपके पास J के लाभ हैं स्ट्रेस तीव्रता कारक K की गणना करने के लिए आप जानते हैं हम कहते हैं कि यह पथ स्वतंत्र है क्या ऐसा हमेशा होता है आपके पास J की पथ निर्भरता है यह तब होता है जब क्रैक फेस लोड होते हैं या क्रैक वक्रीय होती है J सामान्य पथ पर निर्भर होता है इसलिए इन अपवादों को छोड़कर आप पाते हैं कि J उपयोगी है और एक सावधानी भी दी जाती है देखें फाइनाइट एलिमेंट गणना के मामले में आप कहते हैं आप एक सुविधाजनक पथ अपनाते हैं और फिर J के मान का मूल्यांकन करते हैं आपको ध्यान में रखना होगा यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी होगी कि संख्यात्मक मॉडल कि बढ़ती हुई स्टिफनेस फ्रैक्चर मापदंड के कमतर आकलन की ओर न ले जाये तो लोग रेडूसेड इंटीग्रेशन तकनीक करेंगे वे इसका एक संयोजन करेंगे वे क्रैक टिप से दूर गॉस पॉइंट्स से गुज़रेंगे तो फाइनाइट एलिमेंट सोलुशन डेवलपर की कुछ सिफारिशें हैं जिनका आपको पालन करना होगा और इसके आधार पर आपको J का मूल्यांकन करना होगा यह निश्चित रूप से आपको पथ स्वतंत्रता अपने चुने हुए पथ का चयन करने की स्वतंत्रता के कारण प्रदान करता है लेकिन उस समाकलन योजना को भी देखें जो आप नियोजित करते हैं ताकि फाइनाइट एलिमेंट के सन्निकटन अप्प्रोक्सिमशन आपके फ्रैक्चर की गणना को प्रभावित न करें ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ J और अब आप जानते हैं हमने लीनियर इलास्टिसिटी में देखा है J बराबर G और हम J की ग्राफिकल व्याख्या पर भी एक नज़र डालेंगे लीनियर इलास्टिसिटी में हम जानते हैं कि G क्या है मेरे पास क्रैक लम्बाई a का एक नमूना है एक और नमूना हैं क्रैक लम्बाई a प्लस डेल्टा a के साथ जो कुछ भी छायांकित भाग है वह क्रैक के बढ़ने के लिए ऊर्जा की उपलब्धता है और इसे आप G कहते हैं जो J के बराबर भी है और हमने नियत विस्थापन और स्थिर लोड को देखा है और हमने यह भी तर्क दिया है कि क्या यह स्थिर विस्थापन है या स्थिर लोड है ऊर्जा उपलब्धता सीमा में समान है जब क्रैक वृद्धि का वृद्धिशील मान जितना संभव हो उतना छोटा होता है यहां इसे स्थिर विस्थापन के लिए दिखाया गया है तो यह G की ऊर्जा व्याख्या है जो एक लीनियर इलास्टिक ठोस के लिए J के समान है आप इसे नॉन लीनियर इलास्टिक ठोस के लिए बढ़ा सकते हैं यहां बल विस्थापन संबंध लीनियर नहीं है यह नॉन लीनियर है इस रूप में है और क्रैक एक छोटे से मान डेल्टा a से बढ़ जाता है और इस छायांकित क्षेत्र की व्याख्या J के रूप में की जा सकती है तो J का लाभ यह है कि यह नॉन लीनियर इलास्टिक ठोस के लिए भी लागू होता है मैं अभी भी इस लाइन का इंटीग्रल मूल्यांकन कर सकता हूं और फिर यह 2 नई सतहों के गठन के लिए ऊर्जा उपलब्धता के अलावा और कुछ नहीं है आपको लीनियर इलास्टिसिटी के केस में G बराबर स्थितिज पोटेंशियल ऊर्जा का अवकलज बटा da मिलता है नॉन लीनियर इलास्टिसिटी में J की एक समान व्याख्या क्रैक की वृद्धि के सापेक्ष स्थितिज पोटेंशियल ऊर्जा के अवकलज के रूप में संभव है और आपके पास यह J है माइनस इंटीग्रल 0 से डेल्टा ∂P बटा ∂ a गुणा d डेल्टा इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेन हिस्ट्री इन इलास्टो प्लास्टिक एनालिसिस देखिए अब सवाल यह है कि मैंने लीनियर इलास्टिसिटी से शुरू किया हम नॉन लीनियर इलास्टिसिटी में जा सकते हैं और J उपयोगी है लेकिन अनुमानतः कम से कम J का इस्तेमाल इलास्टो प्लास्टिक विश्लेषण के लिए भी किया जाता है तो हमें यह समझना होगा कि नॉन लीनियर इलास्टिसिटी और इलास्टो प्लास्टिक व्यवहार के बीच अंतर क्या है आप बस इस एनीमेशन को ध्यान से देखें मेरे पास स्ट्रेस स्ट्रेन वक्र है और यह एक नॉन लीनियर इलास्टिक ठोस के लिए दिखाया गया है और यहां तक कोई समस्या नहीं है जब मेरे पास a है तो यह हिस्सा लीनियर इलास्टिक होता है और यह हिस्सा नॉन लीनियर इलास्टिक है मान लीजिए कि मैं अनलोड करता हूं अगर यह एक नॉन लीनियर इलास्टिक ठोस है तो क्या होगा अनलोडिंग पथ वापिस उसी प्रकार से ट्रेस होगा लीनियर इलास्टिसिटी में यह एक सीधी रेखा में ऊपर और नीचे जाएगा नॉन लीनियर इलास्टिसिटी में आपको एक वक्र मिलेगा मान लीजिए कि मैं इलास्टो प्लास्टिक व्यवहार में जाता हूं इलास्टिक क्षेत्र से मैं प्लास्टिक क्षेत्र में गया हूं जब मैं अनलोड करता हूँ तो अनलोडिंग पथ अलग होता है यह लोडिंग पथ के समान नहीं है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आपको ध्यान में रखना है और इसका क्या प्रभाव है जब मेरे पास नॉन लीनियर इलास्टिक वक्र होता है तो स्ट्रेन के प्रत्येक मान के लिए आपके पास स्ट्रेस का केवल एक मान होता है यहां कोई कठिनाई नहीं है अब मैं एक अनलोड करता हूं यह प्लास्टिक की स्थिति में पहुंच गया है और मैं अनलोड करता हूं अनलोडिंग पथ अलग है और इसका क्या प्रभाव है मान लीजिए कि मैं स्ट्रेन का एक मान लेता हूं स्ट्रेस के दो मान संभव हैं आपको पता है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अवलोकन है और यह वह जगह है जहां जटिलता आती है जब आप प्लास्टिक विश्लेषण के लिए जाना चाहते हैं जब तक आप लोडिंग इतिहास का ट्रैक नहीं रखते हैं तो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच के संबंध का पता नहीं लगा पाएंगे आपको लोडिंग इतिहास पर नज़र रखनी होगी मैं लोडेड पथ में हूं जब मैं अनलोडेड पथ में हूं उसी स्ट्रेन के मान के लिए मेरे पास अलग स्ट्रेस है और यह वही है जो यहाँ सारांश में बताया गया है आपको ध्यान रखना होगा इलास्टो - प्लास्टिक में लोडिंग और अनलोडिंग पथ अलग अलग हैं एक स्ट्रेन के मान के लिए स्ट्रेस के दो मान मौजूद हैं इसलिए आपको लोडिंग हिस्ट्री का ट्रैक रखना होगा तो यह वह जगह है जहाँ आपके सभी सन्निकटन अप्प्रोक्सिमेशंसआते हैं जब आप इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए J इंटीग्रल का विस्तार करना चाहते हैं नॉन लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए J समान G के है आप इस ऊर्जा की व्याख्या भी कर सकते हैं और सिस्टम संरक्षित है जिस क्षण आप प्लास्टिसिटी में जाओगे सिस्टम संरक्षित नहीं है कुछ ऊर्जा खो जाती है ग्राफीय व्याख्या कुछ भी हो आपने देखा संपूर्ण ऊर्जा क्रैक विस्तार के लिए उपलब्ध नहीं होगी कुछ ऊर्जा प्लास्टिक विरूपण डिफ़ॉर्मेशन में खो जाती है एक्सटेंशन ऑफ NLEFM टू EPFM लिहाजा लोगों को किसी तरह का अनुमान लगाना होगा आइए हम देखें कि लोग किन अनुमानों की बात करते हैं तो हम चाहते है कि नॉन लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी से इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में विस्तार करना और यह विस्तार प्लास्टिसिटी के विरूपण सिद्धांत पर आधारित है और हमने देखा है कि अनलोडिंग से समस्या पैदा होती है तो आप कहते हैं बशर्ते किसी अनलोडिंग की अनुमति न हो एक इलास्टो प्लास्टिक पदार्थ का व्यवहार और एक नॉन लीनियर इलास्टिक पदार्थ का व्यवहार एक बाहरी पर्यवेक्षक के लिए अविभेद्य है जो हमने देखा था लोडिंग और अनलोडिंग पथ समान हैं जब आप नॉन लीनियर इलास्टिक होते हैं लेकिन अगर इलास्टो प्लास्टिक सामग्री में अनलोडिंग की अनुमति है तो अनलोडिंग का पथ अलग है इसलिए अब आप अनलोडिंग की अनुमति नहीं देंगे बाहरी पर्यवेक्षक के लिए यह समान रहेगा इसका क्या मतलब है विरूपण का कोई भी बाहरी माप नॉन लीनियर इलास्टिक पदार्थ और साथ ही इलास्टो प्लास्टिक पदार्थ में समान होगा लेकिन आपको ध्यान रखना होगा दोनों पदार्थों के अंदर जाने वाले तरीके स्पष्ट रूप से भिन्न हैं लेकिन बाहरी रूप से कोई अंतर नहीं है तो यह वही है जिसका आप लाभ लेते हैं जब आपके पास अनलोडिंग होती है तो आपको समस्या होती है इसलिए आप यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई अनलोडिंग नहीं हो जिसकी हमें जांच करनी है चाहे वह व्यावहारिक दृष्टिकोण हो किन परिस्थितियों में अनलोडिंग नहीं हो सकती है तो आपके पास J का उपयोग करने का कौन सा तरीका है ये सभी मुद्दे हैं जिन्हें हमें देखना होगा और अनलोडिंग नहीं होने के लिए या यदि आप चाहते हैं NLFM की अवधारणाओं को EPFM तक विस्तारित करना चाहते हैं तो स्ट्रेस घटकों को विरूपण के रूप में निश्चित अनुपात में रहना चाहिए इसे आनुपातिक लोडिंग कहा जाता है हम इसे विस्तार से देखेंगे तो सभी फ्रैक्चर यांत्रिकी लिटरेचर में आप एक शब्दावली आनुपातिक लोडिंग के संपर्क में आऐंगे जब आप EPFM से संबंधित अवधारणाओं पर चर्चा कर रहे हैं और आनुपातिक लोडिंग क्या है मुझे लगता है इससे पहले कि हम आनुपातिक लोडिंग पर जाएं हमें औचित्य सिद्ध करना होगा कि हम आनुपातिक लोडिंग के लिए क्यों जाना चाहते हैं प्लास्टिसिटी सिद्धांत आपके पास दो पहलू हैं एक प्लास्टिसिटी का विरूपण सिद्धांत है और दूसरा प्लास्टिसिटी का एक वृद्धिशील सिद्धांत है प्लास्टिसिटी के विरूपण सिद्धांत को संभालना आसान है क्योंकि गणित कहीं अधिक सरल है जबकि प्लास्टिसिटी का वृद्धिशील सिद्धांत गणित बहुत जटिल है और अत्यधिक अंतर्निहित है और जो आप यहां क्या पाते हैं वह यह है कि प्लास्टिसिटी के विरूपण सिद्धांत पर आधारित कोई भी समाधान आनुपातिक लोडिंग के तहत प्लास्टिसिटी के वृद्धिशील या प्रवाह सिद्धांत पर आधारित समाधान के साथ पूर्णतया मेल खाता है तो हम एक औचित्य रखना चाहते हैं हमने पहले ही देखा है प्लास्टिक सिद्धांत का इस्तेमाल बड़े ही कठोर तरीके से EPFM के लिए करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है इसलिए हमें अनुमानित अप्प्रोक्सिमेट दृष्टिकोण के लिए जाने की आवश्यकता है तो यहां तक कि प्लास्टिसिटी विश्लेषण में आप प्लास्टिसिटी के विरूपण सिद्धांत और प्लास्टिसिटी के वृद्धिशील सिद्धांत द्वारा कर सकते हैं हम पाते हैं कि प्लास्टिसिटी का विरूपण सिद्धांत गणितीय रूप से आसान है और यह तब लागू होता है जब आपके पास आनुपातिक लोडिंग होती है और हमने अप्रत्यक्ष रूप से भी देखा है यदि आप अनलोडिंग टालते हैं तो आप नॉन लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी की अवधारणा को इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी तक बढ़ा सकते हैं तो यह है जिस तरह से कहानी बढ़ती है और आनुपातिक लोडिंग के तहत स्ट्रेस घटक एक दूसरे के लिए निश्चित अनुपात में बदलते हैं जिसके लिए प्लास्टिक ज़ोन के किसी भी बिंदु पर कोई अनलोडिंग की अनुमति नहीं है यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है हमने पहले ही देखा है जब आप अनलोडिंग करते हैं तो किस तरह की जटिलता होती है इसलिए आनुपातिक लोडिंग में आप यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी अनलोडिंग की अनुमति नहीं है और यह भी आपको अपने दिमाग में रखना होगा आनुपातिक लोडिंग की शर्त अभ्यास में वास्तव में संतुष्ट नहीं होती है इंजीनियर के रूप में हम समस्या का सामना करते हैं हम कम से कम एक अप्प्रोक्सिमेट समाधान चाहते हैं इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके पास औचित्य है प्रोपोरशनल लोडिंग आप जानते हैं इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ वाली धातुएं जो कि क्रैक आरम्भ के परे पर्याप्त प्लास्टिक विरूपण को झेलने के साथ बहुत ही सीमित मात्रा में क्रैक वृद्धि प्रदर्शित करें उन धातुओं में लगभग आनुपातिक लोडिंग होती है जिस क्षण क्रैक बढ़ता है अनलोडिंग होती है क्योंकि आपके पास दो स्वतंत्र सतहों का गठन है इसलिए जब आपके पास दो स्वतंत्र सतहें होती हैं तो स्ट्रेस को फिर से वितरित करना पड़ता है और यहां आप क्या कहना चाह रहे हैं वह है कुछ निश्चित पदार्थ जो पर्याप्त प्लास्टिक विरूपण का सामना कर सकते हैं तो अनिवार्य रूप से कोई महत्वपूर्ण क्रैक वृद्धि नहीं है तो लगभग आनुपातिक लोडिंग संभव है इस तरह से हमारे पास अनुमान अप्प्रोक्सिमेशंस है और यहां फिर से ज़ोर दिया गया है आनुपातिक लोडिंग प्लास्टिसिटी के वृद्धिशील और विरूपण सिद्धांतों के सहमत होने के लिए पर्याप्त शर्त हैं क्योंकि तुलनात्मक रूप से गणितीय आसानी के कारण कई मामलों में विरूपण सिद्धांत का उपयोग किया गया है देखिए हम क्या देखना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि घटना को समझने के लिए गणित जितना संभव हो उतना सरल हो इसलिए हमें निश्चित रूप से एक अनुमान लगाना होगा कुछ पदार्थों में आप देख सकते हैं कि आपके पास प्लास्टिक विरूपण अधिक और क्रैक वृद्धि बहुत कम है तब यह लागू है और यहां आपके पास अधिक विस्तार है शब्दावली आनुपातिक लोडिंग पर कई स्थिर समस्याओं का मतलब है कि क्रैक नहीं बढ़ रहा है एक एकल रूप से लागू भार के तहत लोडिंग की स्थिति आनुपातिकता के करीब है इसका मतलब यह है कि स्ट्रेन और स्ट्रेस के घटक एकल रूप से बढ़ रहे हैं और पदार्थ के प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित अनुपात में हैं और इस प्रकार आप अपने अनुमान को सही ठहराते हैं बहुत सारे अध्ययनों में संख्यात्मक तरीकों जैसे फाइनाइट एलिमेंट्स ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है देखें इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी का सार आपको आनुपातिक लोडिंग को देखना होगा इस तरह आप कम से कम लगभग J की उपयोगिता को सही ठहराते हैं जिसे आपको याद रखना है यह एक सटीक निरूपण नहीं है अप्प्रोक्सिमेट समाधान पर्याप्त है जब तक मैं इंजीनियरिंग की समस्याओं को हल करने में सक्षम हूं यहां तक कि अनुमानोंअप्प्रोक्सिमेशंस का भी स्वागत है आपको इसे एक चुटकी भर नमक जैसा लेना है इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर व्यवहार में आम तौर पर वृद्धि पायी जाती है स्थिर क्रैक वृद्धि पायी जाती है और मैंने कहा है कि अगर क्रैक में वृद्धि होती है तो अनलोडिंग होती है तो आपको यह पता लगाना होगा कि आप J की अवधारणाओं को किस सीमा तक लागू कर सकते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं EPFM का फोकस व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए क्रैक विकास की शुरुआत का वर्णन करने की क्षमता तक सीमित है और वृद्धि की सीमित मात्रा को भी संभालता है जब तक आप शुरुआत का पूर्वानुमान करने में सक्षम हैं तब तक आप खुश हैं आपको आगे की पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है कुछ क्रैक वृद्धि आप संभवतः अनुमानित विश्लेषण कर सकते हैं यदि क्रैक में वृद्धि होती है तो आपके पास एक समस्या है अनलोडिंग होती है ये अनुमान मान्य नहीं होंगे और कई अवधारणाओं को EPFM में विकसित किया गया है विकसित की गयी कई अवधारणाओं में से दो को व्यापक स्वीकृति मिली है वे J इंटीग्रल और CTOD या COD हैं तो इस कक्षा में हमने क्या देखा है कि हमने J इंटीग्रल को देखा है हमने इसकी पथ स्वतंत्रता देखी है और मैंने कहा कि यह पथ स्वतंत्रता फाइनाइट एलिमेंट समाधान में लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में स्ट्रेस तीव्रता कारक कि गणना के लिए शोषित की गयी है और हमने J की एक ग्राफिकल व्याख्या भी देखी लीनियर इलास्टिक ठोस के समान नॉन लीनियर इलास्टिक ठोस में J दो नई क्रैक सतहों के गठन के लिए ऊर्जा उपलब्धता के समान है फिर हमने देखा एक इलास्टो प्लास्टिक पदार्थ का व्यवहार क्या है जिस क्षण अनलोडिंग होती है हमने एक एकल स्ट्रेन के मान के लिए पाया स्ट्रेस के दो मान हो सकते हैं और आपको लोडिंग इतिहास पर नज़र रखने की आवश्यकता है यह एक चुनौतीपूर्ण पहलू है लेकिन हम अपने ज्ञान को नॉन लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी से इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी तक विस्तारित करना चाहते हैं इसलिए जब तक कोई अनलोडिंग नहीं होती तब तक एक अनुमान लगाकर आप अब भी J की अवधारणाओं को कम से कम अनुमानतः इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में क्रैक शुरुआत को संभालने के लिए विस्तारित कर सकते हैं हमने इस वर्ग में J की ऊर्जा व्याख्या देखी है हम J को अगली कक्षा में एक स्ट्रेस मापदंड के रूप में देखेंगे और हम CTOD के बुनियादी नियमों को भी देखेंगे